आज हम यहां व्याख्या करेंगे की उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई को कैसे मापते हैं पिछली कक्षा में मैंने आपको दिखाया था कि अवतल दर्पण की फोकल लंबाई को आप किस तरह मापते हैं आज हम वही सब चीजें उत्तल दर्पण के लिए करेंगे उत्तल दर्पण की फोकललंबाई को मापना इसके काम करने का सिद्धांत अवतल दर्पण के जैसा नहीं है अवतल दर्पण में हमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलता है परंतु उत्तल दर्पण में हर समय हमें आभासी प्रतिबिंब मिलता है निश्चित रूप से अवतल दर्पण में यदि वस्तु की दूरी फोकललंबाई से कम है सिर्फ तभी हमें आभासी प्रतिबिंब मिलेगा अन्यथा जब वस्तु दूरी f से ज्यादा है तब हमेशा हमें उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तुतः हम इसे स्क्रीन पर रख देते हैंआप स्क्रीन पर वास्तविक प्रतिबिंब देख सकते हैं परंतु आभासी प्रतिबिंब को हम स्क्रीन पर नहीं देख सकते प्रतिबिंब की दूरी को नापना कठिन है आप इस प्रतिबिंब को स्क्रीन पर नहीं रख सकते इसलिए ही हम उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई को सीधे नहीं माप सकते जैसा कि हम अवतल दर्पण के लिए करते हैं इसलिए यह तरीका अप्रत्यक्ष तरीका है और अवतल दर्पण के लिए जो हमने बताया वह प्रत्यक्ष तरीका है इस मामले में हम उत्तल लेंस की सहायता लेंगे या हम उत्तल दर्पण की फोकललंबाई का पता लगा सकते हैं अब चित्र की तरफ देखिए इस चित्र में यहां एक लेंस है एक उत्तल लेंस है वहां एक दर्पण है और यहां वस्तु सुई है यह वस्तु सुई O है अब यह प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है हमें यह प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो रहा है तो यह सुई के शीर्ष से किरणें जा रही हैं और अपवर्तित या प्रकाश को कनवर्ज कर रही हैं ठीक लेंस के पीछे प्रकाश कनवर्ज को करती हैं या लेंस से प्रकाश को कनवर्ज करती हैं अब यदि दर्पण वहां नहीं है यदि दर्पण वहां नहीं है तो यह किरणें जाएंगी और इस बिंदु पर मिलेंगी इसका मतलब है कि इस लेंस के कारण हमें इस बिंदु पर प्रतिबिंब मिलेगा आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा वास्तविक और उल्टा अब लेंस के कारण जब यह वस्तु यहां है आम तौर पर इसकी दूरी मतलब वस्तु की दूरी इसकी फोकल लंबाई से अधिक है यह f और 2 f के बीच है वहां हम इसे रखते हैं फिर हमें उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा और इस जगह पर यही स्थिति होगी अब दर्पण के बिना यह वस्तु सुई है इसलिए प्रतिबिंब सुई को मैं यहां रखता हूं लंबन तरीके का उपयोग करके मैं प्रतिबिंब की स्थिति का भी पता लगा सकता हूं जैसा कि मैंने आपको अवतल दर्पण की फोकल लंबाई नापने के दौरान बताया था इसलिए उसी तरह प्रतिबिंब सुई का उपयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए हमें लंबन को हटा देना चाहिए तो यह स्थिति होगी आज मैं आपको दिखाऊंगा यह बिना दर्पण के सिर्फ लेंस के द्वारा है अब अगर मैं लेंस लगाता हूं अगर हम उत्तल दर्पण लेंस के बाद लगाते हैं और तब यदि मैं इस दर्पण को इसकी तरफ या इससे दूर ले जाता हूं और प्रतिबिंब को देखता हूं इसका यहां कोई उपयोग नहीं है अब मैं इसे नहीं देख सकता अब यहां यह दर्पण है इसलिए मुझे प्रतिबिंब इस तरफ से देखना चाहिए पहले मैं प्रतिबिंब को इस तरफ से देख रहा था अब मुझे प्रतिबिंब को इस तरफ से देखना चाहिए क्योंकि यह प्रकाश यहां नहीं पहुंचेगा इसलिए मैंने यहां यह बिंदु युक्त रेखा रखी है इसलिए अब प्रकाश इस दर्पण से परावर्तित होगा और वापस आएगा और या तो वे इस दर्पण से परावर्तित किरणें आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब बनाएंगी और यह अपवर्तन कोण पर निर्भर करेगा या तो इसका विचलन होगा या अभिसरण सामान्यतः इसका विचलन होता है अब सोचें कि अगर मैं इस जगह पर प्रतिबिंब प्राप्त करने की कोशिश करता हूं जहां वस्तु वहां है अगर मैं उसी स्थान पर प्रतिबिंब प्राप्त करने कोशिश करता हूं जहां वस्तु है और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए अगर मैं सिर्फ दर्पण की स्थिति को एडजस्ट करता हूं और मुझे एक निश्चित स्थान मिलेगा यह कैसे संभव है यह केवल तभी संभव है जब किरण वापस आए प्रकाश उसी मार्ग का वापस अनुसरण करें किरण यहां से जा रही थी और यदि परावर्तित किरण भी इसी मार्ग अनुसरण करती है तो ठीक इसी जगह पर मुझे प्रतिबिंब मिलेगा प्रकाश इसी से बाहर जा रहा था और उसी रास्ते में अगर मुझे परावर्तित प्रकाश मिलता है तो इसी जगह पर मुझे प्रतिबिंब मिलेगा या इसी मार्ग पर वापस आए यह कब संभव है जब किरण दर्पण पर लंबवत गिरती है सिर्फ तभी यह संभव है कि यहां उसी मार्ग पर इसकी वापस पुनरावृति हो दर्पण की इस स्थिति के लिए मुझे वस्तु की ही जगह पर प्रतिबिंब मिलता है ठीक है तब मैं कह सकता हूं कि किरण दर्पण के हर बिंदु पर दर्पण के हर एक बिंदु पर पर लंबवत गिरती है और वह वापस आती हैं यह केवल तभी संभव है यदि आप दर्पण के वक्रता केंद्र से जो यह सारी रेखाएं बनाते हैं यह दर्पण पर लंबवत हैं क्योंकि यह त्रिज्या वक्रता त्रिज्या है यह दर्पण पर लंबवत हैं इसलिए यदि प्रकाश इस रेखा के साथ गिरता है इसका मतलब यह लंबवत गिर रहा है यह उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस परावर्तित हो जाएगा अब निश्चित रूप से लेंस में हमेशा रिवर्सिबिलिटी उलटने अथवा पुलटने योग्यता होती है हर समय यह रिवर्सिबिलिटी का अनुसरण करता है यदि आपतित किरण यह है और यह अपवर्तित तब यदि आप इसे उल्टा करते हैं तब आपतित किरण यह है और तब अपवर्तित यह दूसरी होगी यह रिवर्सिबिलिटी का पालन करती है यहां से यह साफ है कि यदि आप दर्पण की सही स्थिति का पता लगा ले ताकि आप वस्तु के एक ही स्थान पर प्रतिबिंब को प्राप्त कर पाए फिर इस दर्पण का केंद्र वह वाला होगा जहां हमें वस्तु का प्रतिबिंब उस लेंस से मिला है यहां इस जगह दर्पण की अनुपस्थिति में यदि दर्पण हम यहां से हटा लें तो यह प्रतिबिंब की स्थिति है अब यदि हम दर्पण को यहां रखते हैं ठीक है तो अगली स्थिति होगी दर्पण की स्थिति को एडजस्ट करते है आप एक विशेष स्थिति प्राप्त करेंगे जब आप यहां प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करेंगे दर्पण की उपस्थिति में प्रतिबिंब आपको यहां मिलेगा प्रयोग के दौरान मुझे क्या करना चाहिए मुझे बिना दर्पण के स्थिति का पता लगाना चाहिए मुझे दर्पण के कारण वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का भी पता लगाना चाहिए यह मैं लिख लेता हूं और अब बिना वस्तु और लेंस को हिलाए डोलाए अब मुझे दर्पण को यहां रखना चाहिए और दर्पण की स्थिति का पता लगाना चाहिए ताकि मैं इसके ठीक ऊपर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकूं ठीक है मैं इस दर्पण की स्थिति को लिख लेता हूं अब यह दूरी दर्पण से प्रतिबिंब लेंस प्रतिबिंब की दूरी यह कुछ भी नहीं है दर्पण की वक्रता की त्रिज्या है फोकल लंबाई R2 होगी इसलिए मुझे केवल यह दो स्थिति लिख लेनी चाहिए मुझे लगता है कि मेरे पास उत्तल दर्पण के फोकल लंबाई के लिए एक डाटा तालिका है उत्तल दर्पण की स्थिति या जगह मुझे लिख लेना चाहिए और प्रतिबिंब सुई की स्थिति भी मैं लिख लेता हूं अगर हम यह दोनों स्थितियां लिख लेते हैं तो PI जो इन दो स्थितियों का अंतर है यही हमें वक्रता त्रिज्या देगा आप तीन रीडिंग भी ले सकते हैं बस दर्पण की स्थिति को एडजस्ट करते हुए आप तीन रीडिंग ले सकते हैं और और इनका औसत R निकाल सकते हैं और यहां से आप फोकल लंबाई प्राप्त कर सकते हैं या आप प्रयोग के 3 सेट ले सकते हैं आप वस्तु की एक विशेष स्थिति के लिए सिर्फ एक प्रयोग कर रहे हैं अब प्रयोग के दूसरे सेट में आप वस्तु की जगह को 2 cm से बदल देते हैं या 2 cmरीडिंग के दो और सेट आप ले सकते हैं और तब आपको हर मामले में फोकललंबाई निकालनी होगी यहां R वक्रता त्रिज्या है इसलिए यहां से आप फोकललंबाई निकाल सकते हैं तो यह प्रयोग है इसके लिए इसलिए हमेशा यह क्रम याद रखिए पहले बिना दर्पण के मुझे लेंस के कारण प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है और फिर मैं लेंस और दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण रखता हूं और मैं दर्पण की स्थिति का पता लगाने की कोशिश करता हूं ताकि प्रतिबिंब इसके ऊपर मिले दुर्भाग्यवश कैमरे में मैं यह नहीं दिखा सकता यह को इंसीडेंट और लंबन तरीका परंतु प्रयोग में कैसे करते हैं मैं इसका क्रम बताऊंगा यह वही ऑप्टिकल बेंच है जो पिछली बार हमने उपयोग की थी यह दर्पण उत्तल दर्पण है हम इस उत्तल दर्पण की फोकललंबाई को नापना चाहते हैं मैं इसे यहां रखता हूं और यह एक सुई है या कह सकते हैं वस्तु सुई है और एक दूसरी सुई मुझे प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यकता होगी तो यह प्रतिबिंब सुई है अब उत्तल लेंस को टेबल पर रखते हैं मुझे लगता है कि हम इस लेंस की फोकललंबाई जानते हैं यह लगभग 20 है अच्छा रहता है कि आपको लेंस या दर्पण की लगभग फोकल लंबाई पता हो फिर हम अपना प्रयोग कर सकते हैं यहां अगर दोबारा पता लगाना है आप देख सकते हैं कि यदि यह f के अंदर है तो आपको इस सुई का प्रतिबिंब मिलेगा अर्थात वस्तु सुई का आभासी प्रतिबिंब मिलेगा और यह सीधा होगा अब यदि आप दर्पण की जगह को बदलते हैं और तब जब आप f को पार कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि यह उल्टा हो रहा है प्रतिबिंब के सीधे से लगभग उल्टे होने के दौरान आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह फोकल लंबाई है फोकल लंबाई का मान क्या है यह आप पता लगा सकते हैं मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि चलिए कोई बात नहीं अब मैं देख सकता हूं मुझे लगता है कि मैं इसे निकाल दूंगा चलिए मैं प्रतिबिंब को देखता हूं हां मैं उल्टे प्रतिबिंब को देख सकता हूं हां अब मैं इसे अच्छी तरह देख सकता हूं मैं इसके सीधे प्रतिबिंब को भी देख सकता हूं इसका मतलब है कि इसकी फोकल लंबाई ज्यादा है अब 20 पर स्थित है और यह स्थिति 36 है इसका मतलब 16 ठीक है अर्थात इसकी फोकललंबाई 16 से ज्यादा होगी यदि मैं इसे बढ़ाता हूं और बढ़ाता हूं तो यह उल्टा होना शुरू हो जाता है वह क्या स्थिति है यहां मैं देख सकता हूं यह 46 है यह 20 और 46 25 इसकी फोकललंबाई करीब 20 है लगभग 20 इस क्षेत्र में 25 है मुझे इस लेंस की स्थिति फोकल लंबाई से ज्यादा रखनी चाहिए यह फोकल लंबाई की लगभग स्थितिहै मैं इसे इस स्थिति से अधिक दूरी पर रखूंगा और मैं उल्टा प्रतिबिंब देखूंगा मैं उल्टा प्रतिबिंब देखूंगा मैं उल्टा प्रतिबिंब देख सकता हूं मैं इसे लगभग यह दूरी 20 के पास है मैं इसे 50 पर रख लूंगा यह 30 का अंतर है अगर इस एक की फोकल लंबाई 20 या 20 25 के बीच है तो मैंने इसे 50 पर रखा है यह 20 पर है इसका मतलब है कि यह दूरी वस्तु की दूरी फोकल लंबाई से 30 अधिक है अब इस स्थिति में मैं प्रतिबिंब का पता लगाने की कोशिश करूंगा हां मैं साफ साफ प्रतिबिंब की स्थिति को देख सकता हूं इसलिए इस सुई प्रतिबिंब के लिए मुझे लंबन तरीका उपयोग करना चाहिए मैं प्रतिबिंब साफ साफ देख सकता हूं मैं अपनी बाईं आंख बंद करता हूं और अपनी दाईं आंख से देखता हूं मैं देख सकता हूँ इसलिए मुझे कम करना होगा जिससे इस प्रतिबिंब की नोक और पहले की नोक मुझे मिलाने की कोशिश करनी होगी हां यह मिल रही है मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा ऊपर है मैं इसे ले जाता हूं हां अब मैं दोनों सिरों को मिलता हुआ देख सकता हूं अब मुझे लंबन हटा देना चाहिए मैं सोचता हूं मुझे इसे स्थिर कर लेना चाहिए और तब इस स्थिति में दोनों सिरे और तो इस स्थिति में मैंने पाया कि प्रतिबिंब का सिरा और वस्तु का सिरा प्रतिबिंब सुई एक दूसरे से मिल जाते हैं और यह लंबन इस को भी इस स्थिति के लिए हटा दिया जाता है अब मुझे नोट करना है इस प्रतिबिंब की इस स्थिति को मैं लिख लेता हूं मैं उत्तल दर्पण और प्रतिबिंब सुई की स्थिति को लिख लेता हूं ठीक है तो यह है करीब 107 मैं लिख लेता हूं107 लगभग 107 मैं कह सकता हूं 1068 सेंटीमीटर ठीक है इसलिए मुझे लिख लेना चाहिए अब इन्हें हिलाए बिना मुझे क्या करना चाहिए मुझे यह दर्पण रखना चाहिए मुझे इस दर्पण को रखना होगा और अब मुझे दर्पण की स्थिति का पता लगाना होगा जहां से मैं प्रतिबिंब को देख सकूं मैं प्रतिबिंब को देख सकता हूं या इस स्थिति वस्तु की इस स्थिति में इसका मतलब वस्तु से जहां से भी किरण जाती है वही परावर्तित किरण वापस आएगी और उसी पथ का अनुसरण करेगी यह उसी मार्ग को पुनः तभी दोहराएगी जब यह दर्पण से परावर्तित होगी यह लंबवत होगी या किरण दर्पण पर लंबवत गिरेगी और तब यह लंबवत ही परावर्तित होगी तब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों एक ही स्थिति में होंगे अब मुझे प्रतिबिंब को देखना चाहिए हां मैं प्रतिबिंब को देख सकता हूं इसलिए मुझे दर्पण की स्थिति को यहां एडजस्ट करना होगा मैं देख सकता हूं मुझे उस स्थिति का पता लगाना होगा जिस स्थिति पर वस्तु का सिरा और प्रतिबिंब का सिरा मिलता है मुझे थोड़ा सा दूर देखना चाहिए हां मैं प्रतिबिंब को देख सकता हूं परंतु यह मिल नहीं रहा है इसलिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा हिलाना चाहिए हां मुझे लगता है मुझे यह स्थिति मिल सकती है हां थोड़ा और मिलाते हैं मुझे इसे ले जाना होगा नहीं यह अलग अलग है हाँ तो मैं देख सकता हूं यह इससे मिला हुआ है वस्तु का सिरा और प्रतिबिंब का सिरा एक ही रेखा में है फिर मुझे लंबन भी देखना चाहिए कि अभी भी थोड़ा लंबन है थोड़ा लंबन है नहीं इसलिए मुझे करीब आना चाहिए हां मुझे की जांच करने दें थोड़ा हिलाता हूं थोड़ा और हिलता हूंधीरे से घूमते हैं और देखते हैं अब मुझे थोड़ा दूसरी तरह से जाना चाहिए अब यह ठीक है तो यहां कोई लंबन नहीं है अब मैं लिख लेता हूं मुझे दर्पण की यह स्थिति लिख लेनी चाहिए यह लगभग 62 है PI तो इन दोनों के बीच का अंतर यह 62 है और यह 106 या 107 लगभग 107 और 62 तो आपको कितना मिल रहा है 45 तो यह PI 45 है अभी भी आप दर्पण को एडजस्ट कर सकते हैं दर्पण को एडजस्ट करें दर्पण को स्थिति 2 स्थिति 3 पर ले जाएं स्थिति 2 3 पर सुई को रखे वह स्थिर है आपको 23 मान मिलेंगे तो आप इसका औसत निकाल ले तो इस तरह से हम और भी कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया आपको सिर्फ वस्तु की दूरी को 2 cm से बदलना है जब बदलते हैं माना यह 20 है तो इसे 18 पर रखते हैं और आपको दर्पण को हटाना होगा तब लेंस से आपको सुई प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना होगा इस स्थिति को नोट कर लें तब पुनः दर्पण को रखें और उस स्थिति का पता लगाएं जहां आप वस्तु की स्थिति पर ही प्रतिबिंब को देख पाए इस तरह से आप दूसरा अवलोकन कर सकते हैं और पुनः आप इसे ले सकते हैं पहले यदि यह18 था तो अब इसे 22 ले 22 ले और प्रयोग को दोहराएं इस तरह आप 3 डाटा सेट ले सकते हैं दर्पण की स्थिति को बदलकर एडजस्ट करने के लिए आप हर डाटा सेट के लिए 2 या 3 डाटा ले सकते हैं और फिर उनका औसत ले वह कॉलम मैंने यहां नहीं बनाया है पर आप बना सकते हैं और आप यहां औसत ले सकते हैं यहां औसत ले सकते हैं इस तरह इस रीडिंग को यहीं रहने दें तब दूसरे सेट के लिए फिर तीसरे सेट के लिए और आप इसका औसत निकाल सकते हैं यह माध्य R है और इसी के अनुरूप फोकल लंबाई आप निकालेंगे इस तरह से किसी भी उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई निकाल सकता है इसके लिए आपको या किसी को भी प्रतिबिंब की स्थिति को देखना और प्रतिबिंब की स्थिति को कैसे खोजा जाता हैं यह सीखना होगा हमें लंबन को हटाना होगा इसका मतलब यहां सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहां आपके पास सुई प्रतिबिंब और फिर वास्तविक आभासी प्रतिबिंब है आपको दर्पण या लेंस के जरिए देखना होगा और आपको सुई प्रतिबिंब की स्थिति को बदलना होगा और उस स्थिति का पता लगाना होगा जब प्रतिबिंब का सिरा सुई प्रतिबिंब के सिर के ऊपर आ जाए अब आप प्रतिबिंब सुई की स्थिति को एडजस्ट करने की कोशिश करे ताकि वहां कोई लंबन ना रहे इसका मतलब यदि आप अपनी आंखों को हिलाते हैं यह अलग अलग हो जाएंगी इसलिए यदि आप सुई प्रतिबिंब की स्थिति को बदलते हैं तो एक विशेष स्थिति में आप देखेंगे कि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं ठीक है इसलिए किसी के लिए भी इस स्थिति का पता लगाना महत्वपूर्ण है तब यह प्रयोग बहुत आसान है स्थिति का पता लगाना बहुत कठिन है और दूसरी बात है कि सूचकांक त्रुटि के बारे में मैंने यहाँ चर्चा नहीं की है सूचकांक त्रुटि यहाँ जो भी सूचकांक मार्किंग हो हम यह रीडिंग ले रहे हैं लेकिन यह मार्किंग यह नहीं हो सकती है हमारे द्वारा यहां लगाए गए लेंस के बारे में क्या लेंस की किरणों के बीच का ऑप्टिकल केंद्र इसका केंद्र न हो और शीर्ष यहां है यह शीर्ष इस मार्क से नहीं मिलता है ठीक है इसलिए सामान्यतः सूचकांक त्रुटि आती है इसके लिए यह एक छड़ लेते हैं इसके दोनों सिरे नुकीले हैं और इन दोनों के बीच की दूरी हम लेते हैं दूरी क्या होगी यह छड़ लंबाई होगी इस तरह छड़ की लंबाई को इस पैमाने से मांपंगे ताकि जो भी छड़ की लंबाई है यहां हमें इन दोनों के बीच की दूरी मिल रही है और यहां जो भी रीडिंग हमें मिल रहे हैं वे इन दोनों रीडिंगों पर निर्भर करती हैं और यह रीडिंग यहां हैं यदि दोनों समान हैं तो सूचकांक त्रुटि 0 है अगर कोई अंतर है यह समान होना चाहिए अगर यहां कोई अंतर है प्लस या माइनस तो वह सूचकांक त्रुटि होगी और जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो उस सूचकांक त्रुटि को हमें उस रीडिंग मैं जोड़ना या घटा देना चाहिए हमें रीडिंग को ठीक करना चाहिए मैं मानता हूं कि इसमें कोई सूचकांक त्रुटि नहीं है इसलिए मैंने सारणी में वह हिस्सा नहीं जोड़ा है परंतु सैद्धांतिक रूप से हमें इसे जांचना चाहिए हां तो हमने देखा कि दर्पण की फोकल लंबाई को किस तरह मापते हैं चाहे यह अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को आप बिना उत्तल दर्पण की सहायता लिए हुए माप सकते हैं परंतु उत्तल दर्पण को आप सीधे नहीं माप सकते आपको लेंस या अवतल दर्पण की सहायता लेनी होगी तब आप इसे नाप सकते हैं यह अप्रत्यक्ष तरीका है मैंने दोनों प्रयोगों की व्याख्या की हैं आगे मैं आपको बताऊंगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस की फोकल लंबाई को किस तरह नापते हैं अभी मैं यहां समाप्त करता हूं धन्यवाद